तो हमने पिछले लेक्चर में बोईलिंग पढ़ा था आज हम कंडेंसेशन की ओर बढ़ने जा रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं वह है कंडेंसेशन की प्रक्रिया को कैसे चिह्नित किया जाए और एक बार फिर उद्देश्य वही है हीट ट्रांसपोर्ट कॉफिशिएंट का पता लगाना एच क्या है और औसत हीट ट्रांसपोर्ट कॉफिशिएंट क्या है तो हम यही देखने जा रहे हैं तो कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है हमने बोईलिंग पढ़ा जहां तरल को गर्मी की आपूर्ति की जाती है और द्रव को लिक्विड से वेपर में परिवर्तित किया जाता है तो एक चरण परिवर्तन होता है जो हीट ट्रांसपोर्ट दीवार या एक ठोस से तरल पदार्थ में होने के कारण होता है कंडेंसेशन में जो होता है वह ठीक इस के विपरीत प्रक्रिया है जहां द्रव वेपर से तरल चरण में जा रहा है और ऐसा करते समय यह गर्मी भी मुक्त कर रहा है जो सतह या दीवार के बगल में मौजूद है ठीक है तो यह विपरीत प्रक्रिया है जहां लेटेन्ट हीट मुक्त होती है तो कंडेंसेशन के दौरान तरल पदार्थ द्वारा छोड़ी गई लेटेन्ट हीट और इसके ठीक विपरीत बोईलिंग में यह वह हीट होती है जिसे तरल पदार्थ द्वारा कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाने के लिए लिया जाता है ठीक है तो अब तो चार प्रकार के होते हैं तो एक बार फिर जाहिर है लेटेन्ट हीट यहां एक भूमिका निभाती है तो hfg जो कि द्रव की लेटेन्ट हीट है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो चार प्रकार के कंडेंसेशन ठीक हैं तो एक है ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन और फिर हमारे पास ड्रॉप वाइज सस्पेंडेड कंडेनसेशन है और फिर तीसरे में आपके पास फिल्म कंडेनसेशन है और चौथी प्रक्रिया डायरेक्ट कंडेनसेशन है ठीक है तो ये चार प्रकार की कंडेंसेशन प्रक्रिया हैं तो पहले एक ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन प्रक्रिया में तो मान लीजिए कि कोई दीवार है जो स्थित है और वहां वेपर है जो मौजूद है और मान लेते हैं कि मौन वेपर का अर्थ है कि वेपर गतिमान नहीं हैं क्योंकि स्थिर और मान लें कि वेपर कुछ सेच्युरेशन टैम्परेचर पर है जो कंडेंसेशन पाॅइंट है और प्लेट का टैम्परेचर Ts है तो Ts Tsat से कम या बड़ा होना चाहिए यह Tsat से कम होना चाहिए क्योंकि वेपर अब हीट खोने जा रही है यह लिक्विड बनने जा रही है और दीवार द्वारा हीट को ठीक किया जा रहा है तो अब क्या होता है कि आपके पास बूँदें हैं जो इस सतह के साथ बनती हैं ठीक है तो ये बूंदें हैं जो कंडेंसेशन प्रक्रिया के दौरान कनडेनसेट होती हैं इसलिए जब यह न्यूक्लियेटेड हो जाता है तो वे धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिरते हैं और फिर लिक्विड एकत्र हो जाता है तो वे दीवार की सतह के साथ स्लाइड करते हैं और फिर लिक्विड एकत्र किया जाता है तो कनडेनसेट एकत्र किया जाता है जो कि बूंद के अनुसार कंडेंसेशन प्रक्रिया है तो अब अगर मैं देखता हूं अगर मैं सस्पेंडेड ड्रॉप वाइज सस्पेंडेड कंडेनसेशन को देखता हूं सस्पेंडेड कंडेनसेशन प्रक्रिया तो मान लीजिए अगर कि मैं एक ट्यूब लेता हूं तो यह काफी सामान्य ड्रॉप वाइज सस्पेंडेड ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन है यह काफी आम है और कई हीट ट्रांसपोर्ट उपकरण हैं तो मान लीजिए कि अगर मैं एक ट्यूब लेता हूं और ट्यूब की सतह तापमान Ts पर बनी रहती है और वेपर है जो इस ट्यूब से बह रही है तो मान लें कि सेच्युरेशन टैम्परेचर Tsat ठीक है अब ट्यूब की घुमावदार सतह के साथ बुलबुले बनेंगे और फिर ध्यान दें कि यह एक हाॅरीज़ाॅन्टल ट्यूब है तो वे अलग हो जाएंगे और फिर वे वेपर में गिर जाएंगे वे सभी अलग हो जाएंगे और इसलिए अब आपके पास ये बूंदें शुरू हो जाएंगी जो वेपर के अंदर सस्पेंडेड हैं तो यह ड्रॉप वाइज सस्पेंडेड कंडेनसेशन प्रक्रिया है और फिर तीसरी प्रक्रिया है तीसरा वह है जहां हमारे पास फिल्म कंडेनसेशन प्रक्रिया है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक दीवार है जो हमें तापमान Ts कहते हैं और वेपर है जिसे बनाए रखा जाता है आइए हम Tsat पर सेच्युरेशन टैम्परेचर पर कहें अब कंडेनसेशन रेट ऐसा होगा कि यहां एक फिल्म बनेगी जो यहां एक लिक्विड फिल्म है जो यहां फॉर्म है और लिक्विड फिल्म हिलने लगेगी और फिर कंडेनसेट को दीवार के नीचे इकट्ठा किया जाता है ठीक है तो वह तीसरा है जो फिल्म कंडेनसेशन प्रक्रिया है तो आज के लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं वह इस फिल्म कंडेनसेशन प्रक्रिया की विशेषता बताने जा रहा है अब चौथा डायरेक्ट कंडेनसेशन डायरेक्ट संपर्क डायरेक्ट संपर्क कंडेनसेशन प्रक्रिया है और कंडेनसेशन की यह विधा तब होती है जब आप दो अलग अलग तरल पदार्थों के बीच अलग अलग टैम्परेचर पर संपर्क करते हैं ठीक है तो अब मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है कल्पना करने का एक आसान तरीका है मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और मेरे पास एक तरल पदार्थ है आइए हम कहें तो मेरे पास यहां एक ट्यूब है मेरे पास एक तरल पदार्थ है जो हां में बना हुआ है अब मैं इस ट्यूब के माध्यम से गैस पास करने जा रहा हूं और यह Tsat पर है वह एक वेपर है जो Tsat पर है मैं इस गैस को इस ट्यूब के माध्यम से पारित करने जा रहा हूं मूल रूप से मैं वेपर को इस तरल में बुलबुला करने जा रहा हूं अब क्या होता है यह एक ऐसे तापमान पर होता है जो Tsat से छोटा होता है जो Tsat से छोटा होता है और इसलिए जैसे ही बुलबुले अंदर आते हैं वे अंदर आते हैं और तरल के संपर्क में आते हैं जो सेच्युरेशन टैम्परेचर से काफी कम होता है फिर तुरंत वहां जा रहा है यहाँ बुलबुले से ठीक है तो इसे डायरेक्ट संपर्क कंडेनसेशन कहा जाता है जहां दो तरल एक अलग तापमान होते हैं उनमें से एक कनडेनस होने वाला होता है क्योंकि दूसरा तरल काफी कम तापमान पर होता है ठीक है तो इसे डायरेक्ट संपर्क कंडेनसेशन कहा जाता है तो आज के बाकी लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं हम फिल्म कंडेनसेशन प्रक्रिया की विशेषता बताने जा रहे हैं इसमे अंतर है यहाँ ड्रॉप वाइज बूँद एक ठोस सतह पर बन रही है यहाँ बूँदें वास्तव में बल्ब में बन रही हैं तो फिल्म तब होती है जब आपके पास सिगनिफिकेन्ट हो कंडेनसेशन रेट बनाने वाली बूंदें काफी अधिक हैं आपके पास क्या होगा वास्तव में यह एक बुलबुले के साथ शुरू होता है ड्रॉप वाइज और फिर यह वास्तव में फिल्म में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि बूंदों के गिरने से पहले कंडेनसेशन रेट काफी अधिक है अधिक मात्रा में तरल होगा जो सतह पर आएगा और जमा होगा और इसलिए आपके पास तरल की एक निरंतर प्रवाह धारा होगी जो वास्तव में एक फिल्म कंडेनसेशन प्रक्रिया है ठीक है तो अब मेरे पास यहां एक फिल्म है और वह मेरी बाध्य परत मोटाई डेल्टा x है और मेरे पास यहां एक वेपर है जो Tsat पर है और यह तापमान Ts पर है और हम मानते हैं कि Ts Tsat से छोटा है ठीक है तो कंडेनसेशन के लिए प्रेरक शक्ति क्या है तापमान ढाल सही तो डेल्टा ड्राइविंग बल Tsat माइनस Ts है तो वह कंडेनसेशन के लिए प्रेरक शक्ति है अब इसलिए Ts Tsat से छोटा है तो हम सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि तापमान प्रोफ़ाइल क्या होने जा रही है तो वह तापमान प्रोफ़ाइल होने जा रहा है तो वह T Y के एक फंक्शन के रूप में ठीक है वेग प्रोफ़ाइल क्या होगी समान भिन्न इसलिए याद रखें कि वेपर विराम अवस्था में है यह ठीक रहेगा तो तो आप स्वीकार करेंगे कि y का u आपके पास एक मैक्सिमा होना चाहिए क्योंकि वेपर आराम अवस्था पर है ठीक है तो आपको बीच में एक मैक्सिमा होने की उम्मीद थी इसलिए यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं तो इस विशेष प्रोफ़ाइल में एक गलती है जो उन्होंने तैयार की है तो तो आप उम्मीद करेंगे कि बाॅन्ड्री लेयर में कुछ पर मैक्सिमा है तो वेपर विराम अवस्था में है क्योंकि यह पूर्ण विराम है और इसलिए आपके पास u अनंत है 0 ठीक है तो अब मैं मोमेन्टम बेलेन्स लिख सकता हूँ तो सभी सामान्य कार्य जो आप इस कोर्स में करते रहे हैं तो सवाल यह है कि मैक्सिमा क्या होना चाहिए तो याद रखें कि दीवार पर द्रव का वेग दीवार पर द्रव का वेग क्या है यह 0 है क्योंकि यह एक नो स्लिप की स्थिति है और इसलिए इसे 0 होना चाहिए द्रव आराम करने के लिए आता है और द्रव होने वाला है विराम अवस्था में क्योंकि वेपर गति नहीं कर रही है यह एक मौन द्रव है तो वेपर चल रहा है तो द्रव अब फिल्म में चल रहा है तो यह दो स्थानों के बीच घिरा हुआ है जिनमें 0 वेग हैं तो ठीक बीच में मैक्सिमा होना चाहिए

तो अब हम एक x मोमेन्टम बेलेन्स लिख सकते हैं तो udu बटा dx प्लस vdu बटा dy यानी माइनस 1 बटा rho dP बटा dx प्लस x डॉट बटा rho इसलिए ध्यान दें कि मैं प्लस चिह्न का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास d है यदि मेरी x दिशा अब पाॅज़िटिव ग्रेविटी दिशा में है और mu बटा rho d वर्ग u बटा dy वर्ग ठीक है अब हम यहां एक धारणा बनाते हैं कि कोई वास्तव में धारणा किए बिना कर सकता है लेकिन आपको अंदर कुछ नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा तो पहली धारणा जो हम करते हैं वह यह है कि यू और वी बहुत छोटे हैं और यह वास्तव में एक बुरी धारणा नहीं है तो बाॅन्ड्री लेयर के अंदर द्रव का वेग बहुत छोटा है और इसलिए कनवेक्टिव एफेक्ट कनवेक्टिव एफेक्ट नेगलिजिबल हैं तो अब इसलिए यदि कनवेक्टिव एफेक्ट नेगलिजिबल हैं तो हम इस मोमेन्टम बेलेन्स के बाएं हाथ की उपेक्षा कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मोमेन्टम बेलेन्स d वर्ग u बटा dy वर्ग है जो dP बटा dx 1 बटा mu के बराबर है वह तरल का म्यू है क्योंकि यहां गति मोमेन्टम बेलेन्स परत में है तो हम लिक्विड सिस्टम माइनस rho लिक्विड इन ग्रेविटी को म्यू लिक्विड से विभाजित करके देख रहे हैं तो अब हमने कहा कि वेपर दायीं ओर विरामावस्था में है तो वेपर विरामावस्था में है वेग 0 है और सभी ग्रेडिएन्ट 0 हैं सभी ग्रेडिएन्ट 0 हैं इसलिए बाॅन्ड्री लेयर के बाहर मोमेन्टम बेलेन्स dP बटा dx होगा जो ग्रेविटी में rho वेपर के बराबर है ठीक है तो यह वही काम है जो हमने नेचुरल कन्वेक्शन के साथ किया था इससे पहले कि हम बाॅन्ड्री लेयर के बाहर गति बाॅन्ड्री लेयर समीकरण लिखते हैं वेग 0 है सभी ग्रेडियेंट 0 हैं और इसलिए दबाव ग्रेडियेंट एक होने जा रहा है बस rho वेपर द्वारा दिया गया याद रखें यह वेपर की डेनसिटी है न कि वेपर के तरल डेनसिटी को ग्रेविटी से गुणा करना ठीक है तो अब अगर मैं उस मात्रा में प्लग करता हूं तो हमारे पास d वर्ग u बटा dy वर्ग है जो rho वेपर माइनस rho तरल के बराबर है जो mu तरल से ग्रेविटी में विभाजित है ठीक है तो यह बाॅन्ड्री लेयर के अंदर एक्स घटक वेग प्रोफाइल खोजने के लिए मेकेनिस्म प्रदान करता है तो मैं इस समीकरण को हल कर सकता हूं जो कि grho 1 माइनस rho वेपर में तरल डेल्टा वर्ग डेल्टा की विस्कोसिटी से विभाजित आधा y डेल्टा होल वर्ग के बराबर है ठीक है तो ठीक यही समाधान है तो अब क्या हम इस एक्सप्रेशन से वेग प्रोफाइल जानते हैं आप नहीं जानते कि डेल्टा क्या है अभी भी नहीं पता कि वेग प्रोफ़ाइल क्या है तो वास्तव में यहाँ अभ्यास यह पता लगाने के लिए है कि बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई क्या है तो हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि यह डेल्टा क्या है किसी भी स्थान पर बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई कितनी होती है इसलिए जब तक हम बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई नहीं पाते समस्या पूरी नहीं होती है हम वेग प्रोफ़ाइल नहीं ढूंढ सकते हैं और वास्तव में जब आप टेम्परेचर बेलेन्स लिखते हैं तो वही समस्या जारी रहेगी तो हम इसे कैसे ढूंढते हैं तो ऐसा करने के दो तरीके हैं एक यह है कि आप y का उपयोग 0 की ओर कर सकते हैं आप du बटा dy का उपयोग 0 के बराबर कर सकते हैं देखिए आप केवल बाउंड्री लेयर के अंदर ही हल कर रहे हैं तो यह एक फिक्स्ड बाॅन्ड्री मान समस्या है जब आप इनफाइनाइट बाउंड्री मान समस्या होने पर समानता चर का उपयोग करते हैं यह सच है तो इसीलिए देखें कि आपके पास बाउंड्री लेयर के लिए एक परिभाषा है क्योंकि वेपर 0 पर है यह सही बाउंड्री कंडीशन होगी जिसका आपको उपयोग करना होगा और केवल इसलिए कि हम बाउंड्री लेयर के अंदर प्रोफ़ाइल को हल करने में रुचि रखते हैं हम बाउंड्री लेयर की मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं इसलिए यदि हम बाउंड्री लेयर की मोटाई जानते हैं तो हम ठीक हैं तो अब यह एक साथ हीट और मास्क ट्रांसपोर्ट समस्या का एक प्रकार है तो याद रखें कि जब कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है तो एक निश्चित मात्रा में कनडेनसेट होती है जिसे ठीक से एकत्र किया जा रहा है तो सभी तरह से मास्क ट्रांसपोर्ट समीकरण लिखने वाला नहीं है लेकिन हम जो खोजने जा रहे हैं वह है कनडेनसेट की कुल मात्रा ऐसा किए बिना हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे और इसका कारण है तो याद रखें कि और एक कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है जो वहां हो रही है कि वेपर द्वारा लेटेन्ट हीट को कनडेनसेट करने के लिए खो दिया जा रहा है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि कनडेनसेट की कुल मात्रा क्या बनती है आप लेटेन्ट हीट की मात्रा से रिलेट नहीं हो पाएंगे जो कि घनीभूत बनाने के लिए वेपर द्वारा वास्तव में मुक्त की जा रही है क्योंकि लेटेन्ट हीट मुक्त होती है वेपर का प्रति इकाई द्रव्यमान जो वास्तव में कनडेनसेट हो रहा है इसलिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कंडेनसेट की मात्रा कितनी बनती है और इसी तरह हम वास्तव में बाउंड्री लेयर को जोड़ने जा रहे हैं और कारण वह जो काम करता है वह बाउंड्री लेयर की मोटाई है याद रखें कि बाउंड्री लेयर कॉन में द्रव होता है जो कि कंडेनसेट होता है जो बनता है इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि बाउंड्री लेयर की मोटाई क्या है तो आप जानना चाहते हैं कि उस स्थान पर मौजूद द्रव या तरल की मात्रा क्या है तो यही आपकी बाउंड्री लेयर की मोटाई को परिभाषित करता है तो इसलिए हम सीधे इस सवाल पर आते हैं कि कंडेनसेट की मात्रा क्या है जो ठीक हो रही है तो अब वेग के आधार पर यदि मैं gamma x को किसी भी स्थान पर कंडेनसेट मात्रा के रूप में कॉल करता हूं तो ठीक है तो वह mdot by b द्वारा दिया गया है तो मान लीजिए कि मेरी प्लेट की मोटाई प्लेट की दूसरी तरफ की लंबाई b है इसलिए यदि mdot by b है तो मैं b का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके टैक्स्ट में उपयोग की जाने वाली लेजेन्ड के अनुरूप होना चाहता हूं तो mdot by b कंडेनसेट की मात्रा है जो वास्तव में प्रति यूनिट लंबाई में कंडेनसेट गठन की दर है जो कि किताब के बाहर है और इसलिए यह इंटीग्रल ज़ीरो टू बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा तरल का घनत्व द्वारा गुणा किया जाता है dy में लोकल वेग यह मुश्किल नहीं है हम जानते हैं कि यह कैसे करना है तो 0 to delta x rho l g rho v divided by mu l delta square y by delta minus 1 by 2 y by delta the whole square into d1 तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यह rho l g rho v गुणा डेल्टाक्स क्यूब को 3mu l से विभाजित किया गया है जो मैंने किया है मैंने अभी 0 और डेल्टा के बीच इंटीग्रेट किया है